आपका स्वागत है अब हम अनसर्टेंटी मॉडल हैं कभी कभी हमारे पास ज्यादा है और कभी हमारे पास घटा है हमारे पास न्यूनतम नकदी 1600 रुपये है जो इस 10000 निश्चित लागत को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगी और 10 का रिटर्न मार्केटेबल सिक्योरिटीज राशि के विचरण की गणना करनी होगी जो इस उतार चढ़ाव को पकड़ लेगा तो इस मामले में हम यह सब लिखेंगे कि यह फिर से 24 है 24 तक पहुंचता है तो यह 13 है 16 है फिर यह 12 है फिर 36 है और फिर यह 4 है और यह 28 है ऐसा लगता है कि ये शेष हैं चलो इसको देखते हैं संतुलन फिर से 24 13 16 12 36 4 और 28 है यह 28 सही है अब आपको इसके वैरियेंस की गणना करनी है जिसकी गणना हमें करनी है इसलिए यह x है और यदि आप इसका वैरियेंस लेते हैं तो यह देखते है कि यह कितना होगा यह 21 होगा मुझे लगता है कि वैरियेंस 21 है तो आप कह सकते हैं कि सिग्मा x बराबर है 21 के इसलिए गणना के लिए अब आप जिस बार को कह सकते हैं वह x बार है औरआपको x बार की गणना करनी है इसलिए इसकी गणना करने के लिए आप 7 नंबर n से विभाजित करें इसका अर्थ है कि सिग्मा x द्वारा विभाजित x n द्वारा विभाजित है और वह x बार 3 है इसलिए यदि आप इसकी गणना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पता लगा सकते हैं कि x बार 3 है और इसका मतलब है कि अब हमें x x बार लेना है हमें वेरियंस की गणना करना है x x बार सरल वेरियंस के समान है इसके बारे में कुछ भी नया नहीं है तो लेकिन आपको लेना है लेकिन यह लाखों रुपये में है यह लाखों रुपये में है 240000 यह उन लाखों रुपये में है जो मुझे लगता है इसलिए यह लाखों है अब हमें लाखों रुपयों को दर्शाना है x x बार पर तो अब यह x x बार भी 20x है 24 x बार है 3 तो यह 21 है और है लाख के रूप में सूचित किया जाए 10 पावर 5 की वृद्धि यहाँ इस मामले में यह 10 में 10 वृद्धि है 5 यहाँ पावर इस मामले में यह कितनी होने वाली है यह 19 है और फिर से 10 वृद्धि पावर 5 दर्शाता है कि यह लाख है फिर यह 15 है 10 की वृद्धि 5 पावर और फिर हमें यहां ले जाना है यह 36 x x बार है इसलिए यह 36 नहीं है लेकिन 33 है तो यह 33 10 पावर 5 है और फिर हमारे पास 1 है इस मामले में आप इसे 1 10 पावर 5 लेंगे और यहाँ इस मामले में यह 31 10 पावर 5 अधिकार में वृद्धि है तो यह x x बार है अब आपको x x बार स्क्वायर की गणना करना होगा यदि आप इसे ऊपर वर्ग करते हैं तो आप क्या करेंगे आप सब कुछ वर्गाकार करना होगा तो इस मामले में इसका मतलब है कि 10 की वृद्धि 441 पावर10 हो जाएगी यहाँ यह 100 है तो यह फिर से 10 पावर 10 है तो यह 361 10 पावर 10 हो जाएगी यह कितना हो जाएगा यह 225 10 पावर 10 है अब यह लाख का वर्ग भी कहलाता है और फिर यह 1089 10 पावर 10 है और फिर हमारे पास १ १०110 पावर 10 है और फिर हम इसे 961 के रूप में लेते हैं यह 96110 पावर 10 है यदि आप इसे योग करते हैं ऊपर x x बार वर्ग लेते हैं तो इसका उत्तर होगा 3178 10 पावर10 जोकि सही है यह कुल वर्ग है जिसे आप इसे s वर्ग के रूप में और गणना के लिए कह सकते हैं लेकिन आपको करना यह है कि सिग्मा x x बार पूरे वर्ग x x बार वर्ग है n के द्वारा तो इसका मतलब यहाँ है अगर आप यहाँ n लेते हैं तो यह सिग्मा क्या है यह कुछ इस तरह होगा 3178 10 पावर 10 3178 10 पावर 10 n तक वृद्धि 7 तो यह ऐसे करना पड़ेगा कि 454 कितना है10 पावर 10 ठीक है यह 454 10 पावर 10 हो जाएगा औरयह एस वर्ग का मूल्य है यह S वर्ग का वेरियंस है जिसे हमने यहां पाया है और अब हम पता लगाते हैं कि इन मूल्यों को मॉडल में कैसे रखा जाए z की गणना करने के लिए कौन सा मॉडल उपयोग में आएगा यह कुछ इस तरह से है कि 3 bs स्क्वायर का मान s वर्ग का मान 454 10 पावर10 है और फिर आपने दैनिक अवसर लागत में कुछ 4 से विभाजित किया जो कि 010 है जो 10 है और दैनिक अवसर लागत का पता लगाने के लिए 365 से विभाजित है इसलिए यदि हम इसका हल निकालते हैं और इसका घनमूल लेते जो कि 3 1600 454 10 पावर 10 में विभाजित 4 010 365 तो तो अब हमें यह देखना है कि z कितना होगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के करीब होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सबसे अधिक मूल्य 36 और निम्नतम मूल्य 4 है तो इसका मतलब है कि वेरियंस हैं इसलिए एक बार जब हमने z के मान की गणना की है जो कि 281796 है जो कि सही प्रतीत होता है लेकिन अब यहां z के मूल्य का पता लगाने के लिए आखिरकार हमारे पास एक प्रशन भी है तो प्रशन है 10000 2817696 यह कुल z का मूल्य बन जाएगा जो 2827696 होगा यह z का मूल्य है अब जब आप h के मान की गणना करते हैं तो यह फिर से इस तरह होगा 10000 3z तो आपको इसे 3 का गुणन करना होगा इसलिए यह 10000 3 2817696 है तो यह 10000 प्लस जैसा कुछ बनेगा इस का उत्पाद कितना है इस का उत्पाद 8453088 सही होगा और इसमें यदि आपने इसे जोड़ा है तो h का मूल्य अंततः 8463088 रुपये होगा यह कुल नियंत्रण सीमा है वे h का मान है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सभी चीजें हैं जो अब हमें z निकालने में सहयोग करेग इसके लिए हमें दैनिक नकदी प्रवाह हमारे साथ होगा इसलिए हमने इन सभी मूल्यों को इस मॉडल में रखा है और अंत में हमें पता चला कि s का मान क्या है z का मान क्या है और जो यहाँ आया वह न्यूनतम बैलेंस बनाए बिना है और यहाँ जब हम बाएं हाथ की तरफ का न्यूनतम बैलेंस रखते हैं तो यह 10000 2817696 2827696 होना चाहिए था और यदि आप z की गणना करना चाहते हैं तो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि h की गणना करने के लिए न्यूनतम राशि होगी 10000 3z और वह 10000 3z है जो 2817696 3 से गुणा किया जाता है इसलिए यह 845388 के रूप में कार्य करता है और फिर से 10000 हमें करना है कि क्या यह 10000 का है ऐसा करें तो यह 8463088 हो जाता है इस तरह हम इन सीमाओं की गणना कर सकते हैं जो इस मॉडल में थीं और ये सीमाएं आप इस मामले में पता लगा सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि आपकी अंतिम सीमा यह है कि h 8463088 है यह ऊपरी सीमा है यह रुपये के जिसे आप इसे कहते हैं क्योंकि यह यहाँ है z बिंदु कितना z बिंदु है जो हमने यहां पाया है कि यह 2817696 है और यह रुपये है और हम यहां जो न्यूनतम नकदी शेष रख रहे हैं वह 10000 सही है तो अगर नकदी 840000 या 846300 तक जाती है या मोटे तौर पर 17000 है आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप नकदी को इस तरफ और इस तरफ जाने की कोशिश तब करेंगे जब नकदी 10000 रुपये तक नीचे पहुंचती है तभी कार्रवाई की जाएगी ऊपरी सीमा पर जब नकदी 840000 तक पहुंचती है तो कार्रवाई होगी और यहां z h राशि या h z राशि की सिक्योरिटीज खरीदी जाएगी और इस मामले में जब नकद शेष 0 नहीं बल्कि 10000 तक पहुंच जाता है फिर हम कार्रवाई करेंगे और हम उन सिक्योरिटीज में उतार चढ़ाव होता है और यह कि नकदी की दैनिक आवश्यकता का पता लगाना संभव नहीं है फिर नकदी के स्तर या उस ऑप्टिमम लेवल पर कैसे काम किया जाए इसलिए नकदी का ऑप्टिमम लेवल और इस मामले में हमें पता चला है कि यह 2817696 है और यह केवल एक स्तर नहीं होगा हम नकदी में उतार चढ़ाव की अनुमति देंगे जो 10000 और 840000 या 84 या 850000 के बीच है 850000 के लिए और 850000 के बाद हम सक्रिय हो जाएंगे और कार्रवाई करेंगे और निचले स्तर पर इसका मतलब है कि 4 नकद 10000 से नीचे चले जाएंगे हम कार्रवाई करेंगे और हम यह सिक्योरिटीज मैं जो कमियां थी वह W J Baumol ने दूसरा मॉडल देकर पूरी की जैसे कि मिलर और और काजू अनसर्टेंटी मॉडल है उसमें हमने देखा कि यहां हम न केवल नकदी के एक स्तर की गणना कर रहे हैं हम उस सीमा को ठीक कर रहे हैं जो नकदी की न्यूनतम और अधिकतम सीमा है और यदि यह अधिकतम सीमा तक है या न्यूनतम सीमा से अधिक है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी लेकिन अगर यह ऊपर जाने या नीचे जाने की सीमा को पार कर रहा है तो कार्रवाई की जाएगी और आम तौर पर वापसी बिंदु यह होगा कि हर बार हम नकदी के स्तर को 280000 के आसपास बनाए रखने की कोशिश करेंगे इसलिए हम इस बारे में स्पष्ट हैं कि दैनिक लेनदेन के लिए अन्य लेनदेन को मूल्य पर देख रहे हैं और दैनिक लेनदेन में उतार चढ़ाव नकदी संतुलन की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए कितना है और हम कहां सुरक्षित हैं इस प्रकार यह फर्म की लिक्विडिटी के संदर्भ में भी सुरक्षित है और अधिशेष नकदी के निवेश पर वापसी के मामले में भी सही है तो ये नकदी प्रबंधन के 2 मॉडल हैं जो सर्टेंटी मॉडल और अनसर्टेंटी मॉडल है अब हम नकदी प्रबंधन के बारे में कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं जो महत्वपूर्ण हैं जब हम केस मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम केस मैनेजमेंट टेक्निक्स पर प्रकाश डालेंगे इसलिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातों को सीखना होगा जो कि नकदी प्रवाह सिंक्रनाइज़ेशन है फ्लोट और रसीद के त्वरण का उपयोग करके चेक क्लियरिंग प्रक्रिया को तेज करना इसलिए नकदी प्रवाह सिंक्रनाइज़ेशन यह है कि हमें उस स्थिति में एक स्थिति बनानी चाहिए जिसमें हमें बहुत जरूरी आधार पर नकदी उधार लेने की आवश्यकता नहीं है मैं कहता हूं कि कैश बजट तैयार करके सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित किया जा सकता है यदि हम आम तौर पर कहने के लिए कैश बजट तैयार नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि यदि आप नकदी प्रवाह के संदर्भ में कैश बजट में सटीकता और प्सटीकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस नकदी बजट का समय क्षितिज यथासंभव कम होना चाहिए इसलिए आम तौर पर हम मासिक बजट और फिर पाक्षिक बजट और फिर साप्ताहिक बजट की तैयारी करते हैं तो साप्ताहिक अंतिम समय क्षितिज है जिसे हर फर्म को प्राप्त करना चाहिए लेकिन शुरू में अगर यह संभव नहीं है तो हम मासिक बजट के साथ शुरुआत कर सकते हैं इसलिए अगर हम इसे साप्ताहिक बजट में लाने में सक्षम हैं तो उस स्थिति में क्या होगा हम पहले से ही यह जान पाएंगे कि हमें कितनी नकदी मिलने वाली है और हम कितनी नकद राशि देने जा रहे हैं और हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह क्या है नकदी का अधिशेष या नकदी का घाटा इसलिए पूर्ण सिंक्रनाइज़ेशन के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त है और स्वचालित रूप से हम ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमें नकद के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना होगा हम प्राप्त कर रहे हैं या स्वचालित रूप से रसीद और भुगतान की प्रक्रिया कर रहे हैं और तत्काल आधार पर कुछ पता है कि कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए कोई जरूरी विस्तार नहीं किया जाना है इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित सिंक्रनाइज़ेशन होना चाहिए और यह कैश बजट की मदद से संभव है चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में तेजी लाएं चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में तेजी आई थी जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी कभी कभी बताया था कि चेक कब आता है या जब चेक किसी भी भुगतानकर्ता से किसी फर्म द्वारा प्राप्त किया जाता है जब कोई भी भुगतानकर्ता भुगतान करता है और भुगतान फर्म द्वारा प्राप्त किया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है हम लापरवाह हो जाते हैं और अधिकांश दिनों की संख्या चेक कैशियर क्लर्क या व्यक्ति के दराज मैं हो सकता हैजिसने चेक प्राप्त किया है और जिसकी जिम्मेदारी बैंक को भेजने की है इसलिए अधिकांश समय यह वहीं रहता है और कोई भी इसके बारे में परेशान नहीं होता है कोई भी इसे बैंक को भेजने की परवाह नहीं करता है इसलिए इस मामले में हम अपनी स्वयं की सीमाओं के कारण उस नकदी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं जिसे हम तुरंत चेक बैंक को नहीं भेज रहे हैं इसलिए चेक प्राप्त करने वाले लोगों के स्तर पर देरी जिससे बैंक को नहीं भेजा है एक कारण है दूसरी बात यह हो सकती है कि जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि 2 फर्म एक फॉर्म दिल्ली में है और दूसरी फ्रॉम आगरा में है इसमें दिल्ली फर्म खरीदार हैं और आगरा फर्म सामग्री का सप्लायर है लेकिन दिल्ली की फर्म शक्तिशाली है एक बड़ा खरीदार है और आगरा की फर्म उनके साथ संबंध खराब नहीं करना चाहती तो दिल्ली की फर्म को आगरा की फर्म से यह मतलब है कि हम आपके सभी भुगतान 45 दिनों या 50 या 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के बाद करेंगे और सभी चेक दिल्ली कार्यालय द्वारा खरीदारों को जारी किए जाएंगे लेकिन वे हमारे कार्यालय की गुवाहाटी शाखा द्वारा दिए जाएंगे तो इसका क्या मतलब है और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं कि चेक जारी किया जाएगा और नियत तारीख के आगरा फर्म कार्यालय में पहुंच जाएगा फिर आगरा की फर्म बैंक में अपनी नकदी जमा करेगी और बैंक इसे डाक द्वारा गुवाहाटी भेज देगा इसलिए वे इसे ऐसी जगह पर रखना चाहते हैं जो पूर्वानुमान हो इसलिए इस प्रक्रिया में उदाहरण के लिए चेक प्राप्त करना और बैंक में आगरा फर्म द्वारा चेक जमा करने के बाद कहना अगर यह गुवाहाटी जाता है और कूरियर में उदाहरण के लिए वापस आता है तो 15 दिन का समय लगता है इसलिए दिल्ली की फर्म ने भुगतान भी कर दिया है और भुगतान को अगले 15 दिनों के लिए उनके खाते से घटाया या डेबिट नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि वे आगरा फर्म को इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए कह रहे हैं लेकिन आगरा की फर्म ऐसा नहीं है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली कहे या ग्राहक समझदार हो वे ऐसे अच्छे ग्राहक को खोने के लिए नहीं करते हैं लिहाजा वे इसके लिए सहमत हो रहे हैं इसलिए आमतौर पर आगरा की फर्म को क्या करना चाहिए इसके तरीकों और साधनों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे दिल्ली की कंपनी से सहमत हो सकें कि कृपया भुगतान फर्म दिल्ली कार्यालय के रूप में ही करें और कहने पर भुगतान भी दिल्ली शाखा के द्वारा हीहोना चाहिए इसलिए जब हम आगरा में चेक जमा करते हैं तो 2 3 दिनों के भीतर भुगतान तुरंत हमारे खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है इसलिए यह केवल तभी किया जा सकता है जब दोनों पक्ष समान स्तर या समान स्तर पर हों अन्यथा वह स्थिति होगी और फर्मों को शर्तों को निर्धारित करने और डिसबर्समेंट फ्लोट 9disbursement floatको अधिकतम करने के लिए कहा जाएगा जिसे डिसबर्समेंट फ्लोट होता है जब हमें कोई भुगतान करना होता है तो इसका मतलब है कि चेक पहले दिनांक पर जारी किया जाता है उदाहरण के लिए मार्च पर सही चेक जारी किया जाता है कि चेक के लिए अंतिम रूप से डेबिट किया जा रहा है फर्मों का खाता 10 मार्च को है क्योंकि उदाहरण के लिए इस प्रक्रिया में गुवाहाटी जा रहा है वापस आ रहा है जो 10 मार्च को हो रहा है तो इसे डिसबर्समेंटफ्लोट के रूप में कहा जाता है यह डिसबर्समेंट फ्लोट के रूप में कहा जाता है जो समान फर्म के उदाहरण के लिए है उन्होंने 1 मार्च को एक चेक प्राप्त किया यह 2 दिनों के भीतर पास के कार्यालय में था यह कहना है कि 2 मार्च को चेक उस फर्म द्वारा एकत्र किया जाता है जिसने इसे प्राप्त किया है इसका मतलब है कि इस मामले में नकदी इकट्ठा करने में केवल एक दिन का समय लगा है तो इसको कलेक्शन फ्लोट के रूप में कितना कहा जाता है कलेक्शनफ्लोट 1 दिन है कि हमें आज एक चेक प्राप्त हुआ और हमने या भुगतानकर्ता ने 1 मार्च को चेक का भुगतान किया और फ़र्म 2 पर तुरंत बैंक में भेजा गया मार्च भुगतान एकत्र किया गया था तो अधिकतम 1 दिन का फ्लोट वहां है जहां 10 दिनों के बाद अपने खाते से डेबिट किए गए अपने स्वयं के भुगतान करने के लिए तो इसका मतलब यह है कि यह कितना है यह 1 मार्च और 10 9 दिन सही है यह डिसबर्समेंट फ्लोट 8 दिन है इसका अर्थ है कि फर्म 1 मार्च को चेक दे रही है उदाहरण के लिए जो कि 100000 रुपये के लिए है और हर दिन अगर फर्म 100000 रुपये का चेक जारी कर रही है तो इसका मतलब यह है कि फर्म बिना किसी नकदी के बैंक खाते में 8 गुना अधिक कारोबार कर सकती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 मार्च को जो चेक हम जारी कर रहे हैं वह बैंक को दिया जा रहा है और यह राशि 10 मार्च को हमारे खाते में कटौती या डेबिट हो रही है तो इसका मतलब है कि जारी किया गया दूसरा दिन 11 मार्च को जारी किया जाएगा तीसरा दिन 12 मार्च को होगा फिर 13 मार्च को 4 तारीख होगा तो इस तरह वे अलग अलग तारीखों पर चेक जारी कर रहे हैं वे बैंक में बैलेंस नहीं रख रहे हैं वे केवल 100000 दैनिक शेष रख रहे हैं इसलिए वे शायद यह कर रहे हैं कि आप देखते हैं कि अगर आप 10 मार्च को चेक जारी करते हैं तो कितने चेक जारी किए गए हैं उन्होंने 1 मार्च को 1 चेक जारी किया 2 वें 3 वें 4 वें 5 वें 6 वें 7 वें 8 वें 9 वें नंबर पर उन्होंने 100000 रुपये के 9 चेक जारी किए जिनमें से केवल 100000 रुपये नकद खाते में या वर्तमान में रखे बैंक में खाते वे जानते हैं कि यह 10 मार्च को पहले 9 दिनों के लिए बैंक में प्रस्तुत करने वाला नहीं है और 10 मार्च को भी हमने 1 मार्च को जो चेक जारी किया है उसे प्रस्तुत किया जाएगा इसका मतलब है कि हमने अन्य 8 चेक या 8 और चेक जारी किए हैं और वे अगले दिनों में बैंक जाएंगे तो इसका मतलब है कि हर दिन हम 100000 रुपये का संतुलन बनाए रखेंगे इसलिए जब चेक आता है तो यह पास हो जाता है और हम चेक जारी कर रहे हैं लेकिन हम न्यूनतम शेष राशि रख रहे हैं इसलिए हम शेष को 1 दिन के बराबर रखकर अगले 9 दिनों के लिए चेक जारी कर रहे हैं इसलिए उनका मतलब है कि वे बहुत ही कुशलता से शो का प्रबंधन कर रहे हैं माना जाता है कि वे एक अच्छे वेतन मास्टर भी हैं कि उन्होंने नियत तारीख पर भुगतान किया है जहां यथार्थवादी स्थिति में है उनके पास केवल न्यूनतम शेष राशि है यह कुल चेक के मूल्य के एक 9 वें या 10 वें शेष राशि का एक 9 वां या 10 वां हिस्सा है और उसी के साथ वे शो चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह नकदी का प्रबंधन करने का एक बहुत ही चतुर तरीका है कि बैंक में चालू खाते में न्यूनतम नकदी रखकर आप अधिकतम चेक जारी कर रहे हैं और आप इसे करने में सक्षम हैं क्योंकि आपका नेट फ्लोट बहुत है उच्च तो इस स्थिति में इसका मतलब है लेकिन यह संभव हो सकता है कि आप यह भी नहीं कह रहे हैं कि अपनी खुद की जेब से एक भी पैसा खर्च करने के लिए कहें जो भी नकदी की आवश्यकता है वह नकदी प्राप्तियों से पूरी हो रही है और जेब से कुछ भी नहीं निकल रहा है कंपनी का इसलिए वे बैंक से कोई नकद उधार लेने के लिए नहीं हैं उन्हें अपने स्वयं के नकदी का निवेश नहीं करना है जो वे अपने खरीदारों से प्राप्त कर रहे हैं वे उस हिस्से का हिस्सा हैं जिसे वे बैंक खाते में रख रहे हैं जो वे अपने सप्लायर्स को चेक जारी कर रहे हैं और बस नकदी का इतना सुंदर सिंक्रनाइज़ेशन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि यह नकदी का प्रबंधन करने का एक सही तरीका है अनायास प्रबंध नकदी का एक सहज तरीका है कि निवेश में सबूत के बिना भी एक पैसा आप कैश शो का प्रबंधन कर रहे हैं और यह कोई समस्या नहीं है हम चेक जारी कर रहे हैं नियत तारीख पर चेक भी पहुंच रहा है क्योंकि भुगतानकर्ता की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि चेक पहुंच सप्लायर के कार्यालय में है यदि सभी चेक सप्लायरके कार्यालय तक पहुँच गए हैं तो यह उसकी ज़िम्मेदारी है कि बैंक को उस चेक को भेजने के दौरान जिम्मेदारी बनती है इसे कब जमा करना है और कितना समय लगेगा यह चेक के जारीकर्ता का सिरदर्द नहीं है या भुगतान करने वाली फर्म को भुगतान करना है जो उस फर्म की जिम्मेदारी है जिसे भुगतान इकट्ठा करना है तो यहाँ हम 3 फ्लोट्स यह है कि चेक जारी करने की तारीख के बीच के अंतर के दिनों की संख्या को अधिकतम करना और वास्तव में चेक के भुगतानकर्ता के संग्रह पर डेबिट किया जा रहा है फ्लोट चेक की प्राप्ति के बीच होने वाले दिनों की संख्या को कम कर रहा है और बैंक को भेजकर चेक जमा करना आज आपको वह चेक प्राप्त हुआ है जो आज बैंक में गया है 1 या 2 दिनों के भीतर चेक एकत्र किया जाएगा और राशि रिसीवर्स खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी और नेट फ्लोट1 दिन है तो नेट फ्लोट 8 दिनों का होता है तो नेट फ्लोट को अधिकतम करने का मतलब है कि क्या आप नेट फ्लोट को अधिकतम करने में सक्षम हैं आप नकदी पर अपनी बचत को अधिकतम करने में सक्षम हैं और अपनी जेब से एक भी पैसा निवेश किए बिना शो को चला सकते हैं सभी भुगतानों को प्रबंधित किया जा रहा है या जो रसीदें हम अपने खरीदारों से प्राप्त कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है और भुगतान स्वचालित रूप से सप्लायर्स के पास जा रहे हैं फिर हमारे पास एक और तरीका है व है रसीद का त्वरण करना हाँ हम उन तरीकों की संख्या का उपयोग कर सकते हैं जो लॉक बॉक्स योजना का भी उपयोग कर सकते हैं और भुगतान खरीदार या ऑटोमेटिक डेबिट भुगतान और रिसीवर को इसके लिए जोर दे सकता है लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर को अलग अलग सेटिंग में डालने की प्रणाली है यदि कोई भी फॉर्म दिल्ली में काम कर रहा है और वे अपनी सामग्री को विभिन्न स्थानों पर लागू कर रहे हैं उदाहरण के लिए फर्म के खरीदार की संख्या आगरा में है इसलिए उदाहरण के लिए आगरा में एक ही फर्म के 10 खरीदार हैं इसलिए वे उन्हें क्रेडिट पर आपूर्ति कर रहे हैं और भुगतान की शर्तें 45 दिनों की हैं तो इसका मतलब है कि 45 दिनों के बाद क्रेडिट अवधि के अंत में खरीदारी की विभिन्न तिथियों पर सभी 10 लोग उन्हें भुगतान करना होगा तो अगर यह चेक सिस्टम के माध्यम से है तो इसका अर्थ है कि दिल्ली तक पहुंचने का मतलब है कि पहले वे चेक पोस्ट करें यह दिल्ली कार्यालय तक पहुंच जाएगा और फिर दिल्ली कार्यालय अपने स्वयं के बैंक खाते में जमा करेगा यह आगरा जाएगा तो यह कलेक्शन फ्लोट बढ़ाएगा तो वे क्या कर सकते हैं कि वे आगरा में एक शाखा में अपना खाता खोल सकते हैं और वे वहां एक बॉक्स लगा सकते हैं ताकि सभी फर्म इस फर्म को भुगतान करने के लिए जाएं जो दैनिक आधार पर वे जमा कर सकते हैं वे नियत तारीख पर चेक छोड़ सकते हैं उस बॉक्स में उसी कंपनी की शाखा में जो शाखा में आपूर्ति करती है जैसे कि आगरा शाखा में कंपनियों के खाते की आपूर्ति करने वाले शाखा खाते की आपूर्ति करती है और फिर उन चेकों को नियत तारीखों पर अलग अलग भुगतानकर्ताओं द्वारा उस बॉक्स में जमा किया जाएगा या उस बॉक्स में गिरा दिया जाएगा और यह शाखा को निर्देश बता रहा है कि हर दिन शाम को कृपया चेक बॉक्स को खोलें और हमारे खाते में उन चेक को क्रेडिट करें तो उस भुगतान को आपने कलेक्शनफ़्लोट है आप अपना चेक छोड़ दें और बैंक अधिकारियों या बैंक शाखा के अधिकारियों के पास यह अधिकार है कि वे दिल्ली स्थित फर्म के खाते में चेक जमा को निकाल सकें और उसी दिन या अधिकतम समय का मतलब होता है समय जो क्लीयरिंग समय के लिए लिया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए चेक आज जमा किया गया है या लॉक बॉक्स खाते में जमा किया जाएगा तो इसका मतलब है कि किसी भी समय को बर्बाद किए बिना और न्यूनतम कलेक्शन फ्लोट खाते कह सकती है और वे अपना भुगतान वापस अपने दिल्ली खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि भुगतान फर्म को एक खाते को अन्य खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित करना उनके हाथ में है लेकिन यदि आप खरीदारों को क्रेडिट पर सहमत करना चाहते हैं जो आप कुछ समय के लिए ऑनलाइन भुगतान के रूप में करते हैं तो उस विशेष बात के लिए अनिच्छुक रहते हैं कि भुगतान ऑनलाइन लगा सकते हैं जहां हमारे पास खरीदारों की संख्या है और फिर आप उन्हें उस शाखा के लॉक बॉक्स में चेक जमा करने के लिए कहते हैं शाखा के लोग इसे हर शाम निकालेंगे और इसे समाशोधन के लिए भेजेंगे यदि यह उसी बैंक पर आहरित होता है तो उसी बैंक को तुरंत दिल्ली फर्मों के खाते में जमा करना होगा लेकिन यह अन्य फर्मों पर जाता है फिर कोई समस्या नहीं है यह आसानी से कहा जा सकता है कि आप इसे आसानी से एकत्र कर सकते हैं और अधिकतम तीसरे दिन भुगतान एकत्र किया जाएगा और आपूर्ति फर्म के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा जो दिल्ली स्थित है इस प्रकार हम नकदी प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं ये नकदी प्रबंधन की कुछ तकनीकें हैं जो कि नकदी प्रवाह सिंक्रनाइज़ेशन या लॉक बॉक्स सिस्टम की स्थापना के लिए इसलिए इसके साथ हम कहते हैं कि नकदी प्रबंधन पर चर्चा पूरी करें और हमने नकद प्रबंधन के बारे में कुछ सीखा है कि नकदी उस फर्म में प्रवाहित होनी चाहिए जैसा कि मैंने अभी बात की है कि नकदी लाभ या लाभ और नकदी के बीच अंतर है तो हमें लाभ से संतुष्ट नहीं होना चाहिए लेकिन नकद लाभ के साथ और बनाए रखने के लिए नकदी के उक्त संतुलन से निपटने के लिए या नकदी की मात्रा को बनाए रखा जाना चाहिए जो कि नकदी की इष्टतम राशि बनाए रखा जाना चाहिए हमारे पास अलग अलग मॉडल की मदद से होती हैं नकदी की सीमा हो सकती है जो फर्म के लिए किफायती है कि अगर उस सीमा के भीतर गिरने वाली नकदी की कोई सीमा नहीं होगी और अगर यह उस पार हो रहा है तो तुरंत हम उस सरप्लस कैश राशि रख सकते हैं धन की लागत भी बहुत अधिक नहीं है एक यह की धन की लागत भी फर्म के लिए बहुत अधिक नहीं है या नकदी को बनाए रखना भी बहुत अधिक नहीं है और दूसरी बात यह है कि फर्म तकनीकी रूप से दिवालिया भी नहीं है इसलिए फर्म लिक्विडिटी भी बनाए रख रही है इसलिए मैं नकदी प्रबंधन पर चर्चा के साथ यहां रुकूंगा मुझे लगता है कि हमने नकदी प्रबंधन पर पर्याप्त चर्चा की है इसलिए हमने 3 करंट असेट्सके का प्रबंधन कैसे करें जो हम अगली कक्षा में सीखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद